हम रीइंफोर्स्ड मेसनरी पोरशंस पर चर्चा जारी रखेंगे और आज मैं पी एम इंटरैक्शन को रीइंफोर्स्ड मेसनरी की दीवारों के संदर्भ में व्याख्यान करूँगा और यह हमे बेन्डिंग और अक्षीय भार के बारे में बताएगा जिसे अनुभाग के कोड में अनुभवजन्य तरीके से एक राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड में संबोधित किया गया है इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढे हमे रीइंफोर्स्ड मेसनरी वाल के पी एम संदर्भ को देखना आवश्यक है लेकिन यह वर्किंग स्ट्रेस एप्रोच के भीतर ही रहेगा इसलिए आज मैं वह अभिव्यक्ति के सेट को विकसित करूँगा जिसका उपयोग आप रैखिक लोचदार व्यवहार के आधार पर कर सकते हैं लेकिन यह स्टील और मेसनरी के वर्किंग स्ट्रेस के भीतर होगा और फिर हम पी एम इंटरैक्शन कर्व के विभिन्न क्षेत्रों को भी देखेंगे ताकि उन क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक अभिव्यक्तियों को विकसित किया जा सके और आप इसे एक डिज़ाइन उपकरण के रूप में उपयोग कर सके तो अक्षीय भार के संदर्भ में मांग के आधार पर अगर यह पी एम इंटरेक्शन कर्व के भीतर या नीचे आता है तो आप डिज़ाइन को सत्यापित करने या बदलने के लिए देखते हैं और यह मांग और अंतःक्रिया के बीच तुलना पर आधारित होता है हालाँकि जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय भवन कोड के नुस्खे डिज़ाइन दृष्टिकोण के संदर्भ में अनुभवजन्य हैं और हम इसकी बाद में जांच करेंगे इसलिए जब आप रीइंफोर्स्ड मेसनरी वाली दीवारों का पी एम इंटरैक्शन देख रहे हैं तो हम वास्तव में हैं रीइंफोर्स्ड ग्राउटेड कंक्रीट होलो मेसनरी को देख रहे हैं अब वे कंक्रीट होलो ब्लॉक या स्टील के साथ छिद्रित सुदृढीकरण और ग्राउटिंग मिट्टी के ईंट ब्लॉक हो सकते हैं तो हम मूल रूप से या तो मिट्टी की ईंटों की जांच कर रहे हैं या कंक्रीट ब्लॉक की और इसलिए आपके द्वारा अनेक उपयोग की जाने वाली इकाइयों के प्रकार की आवश्यकता होती है और फिर क्षण क्षमता में एक महत्वपूर्ण अंतर जो आप करेंगे वह दीवार में सुदृढीकरण कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर होगा तो सुदृढीकरण विन्यास जैसा कि यहां कहा गया है यह या तो स्प्रेड कॉन्फ़िगरेशन या एक केंद्रित कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर होगा अब सुदृढीकरण के विन्यास और सुदृढीकरण के एक केंद्रित विन्यास में क्या अंतर है यदि आप होलो ब्लॉकों का उपयोग कर रहे हैं और आपकी दीवार 468 मांप की है और आपको कितने होलो ब्लॉकों की संख्या दीवार की पूरी लंबाई बनाने के लिए चाहिए तो सुदृढीकरण की नियुक्ति इस पर निर्भर करेगी की आपको फ्लेक्सुरल दीवारों के रूप में डिज़ाइन करना हैं स्टील के पिलर का सुदृढीकरण दीवार अंत में हो सकता है और दीवारों की मज़बूती के संदर्भ में यह अच्छा है तो आपके पास फ्लेक्सुरल स्टील को रखने का एक अच्छा तरीका है और आपको यह फ्लेक्सुरल स्टील दीवार की केंद्र रेखा से दूर रखना होगा और इसलिए आप फ्लेक्सुरल स्टील को कंसन्ट्रेट कर रहे हैं आप फ्लेक्सुरल स्टील को फैलाना भी चुन सकते हैं और जो भी ठीक है इसलिए आपके द्वारा आवश्यक न्यूनतम ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण होना अनिवार्य है फिर चाहे मैं इस स्टील के ऊपर फ्लेक्सुरल स्टील को रखूं तो ऊर्ध्वाधर स्टील के बीच न्यूनतम रिक्ति आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए वैसे भी खाते में चाहे मैं स्टील सुदृढीकरण को छोर पर फ्लेक्सुरल के रूप में चुनें वर्टिकल रीइन्फोर्समेंट की न्यूनतम स्पेसिंग स्टील होनी चाहिए इसलिए यदि आप उन्हें केंद्रित छोरों पर रखना चाहते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर स्टील प्रदान करना होगा जो काम से कम न्यूनतम कोड की आवश्यकता होती है और आपने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्टील वितरण के लिए ज़रूरी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है तो आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है जैसा की आप इस आकृति में देख रहे हैं यह ऊर्ध्वाधर बार सभी वैकल्पिक खोखले क्षेत्रों में रखा गया है और यह फैला हुआ है या आप सुनिश्चित कर सकते हैं की इनमें से दो बार पहले ब्लॉक में और दो बार पिछले ब्लॉक के बाद में रखे गए हैं और इसलिए आप उन्हें केंद्रित कर रहे हैं आप जानते हैं कि लीवर अलग हो सकते हैं और इसलिए मोमेंट की क्षमता पाठ्यक्रम की अन्य स्थिति की तुलना में केंद्रित स्थिति में बेहतर होगी यह अन्य पहलुओं पर निर्भर करता है की आप स्टील का कितना प्रयोग कर रहे है तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे सामान्य रूप से जांचा जाता है दूसरा पहलू यह हैं की जहां एक ब्लॉक में एक कैविटी में एक प्रबलिंग बार रखा जाता है यह वह स्तिथि है जहाँ आप दूसरी सुदृढीकरण पट्टी उसी कैविटी के अंदर नहीं लगाएंगे और यह मूल रूप से एक ज्योमेट्रीकल आवश्यकता है क्योंकि आपके पास सलाख़ों के बीच पर्याप्त स्थान नहीं होगा और कैविटी के बीच स्पष्ट आयाम भी नहीं होगा और बार का किनारा भी ग्राउट से भरा होता है तो कवर और कैविटी के आकार को देखते हुए आमतौर पर एक कैविटी में एक बार होती है तो रीइंफोर्स्मेंट की नियुक्ति संरचनात्मक डिज़ाइन पर निर्भर है और इसलिए यह एक विकल्प है जिसे आपको ध्यान में रखना है की आप एक केंद्रित रीइंफोर्स्मेंट के साथ जाएंगे या प्रसार रीइंफोर्स्मेंट के साथ और हां दूसरी आवश्यकता यह है कि आप पूरी तरह से ग्राउटेड दीवार के साथ जाएंगे या आंशिक रूप से ग्राउटेड के साथ इसलिए इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और सबसे अधिक जो देखा गया की केवल कवीटीएस को जहाँ हम स्टील की रीइंफोर्स्मेंट को लगाते हैं वह जगह ही ग्राउटेड होती है और अन्य को आमतौर पर खोखला छोड़ दिया जाता है लेकिन फिर से यह एक डिज़ाइन विकल्प है तो आपको यह जानने की आवश्यकता है कि क्या आप ग्राउटेड दीवार बनाने जा रहे हैं या या आंशिक रूप से ग्राउटेड और उसी के हिसाब से आपको आवश्यक संशोधन करना है इसलिए इसे पी एम इंटरैक्शन का तनाव दृष्टिकोण एप्रोच कहा जाता है तो आपको अपने स्टील में स्वीकार्य तनाव स्थापित करने की आवश्यकता है और यह आपके पास चुने हुए स्टील के स्थापित Fs पर निर्भर करता है जो इस्पात में उस स्टील का स्वीकार्य तनाव है तो आपको पता होना कीमेसनरी की संक्षिप्त ताकत क्या है बेशक आप ग्राउट और ब्लॉक की विभिन्न शक्तियों पर विचार करते हुए अपने भावों का सेट विकसित कर सकते हैं हालांकि इस आवश्यकता के साथ कि ग्राउट ब्लॉक के रूप में मजबूत है और गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्य के रूप में ब्लॉक की ताकत का उपयोग करना स्वीकार्य है तो मान लें कि आपके पास मेसनरी की ताकत का अनुमान है और उसे हम f प्राइम m कहते है आपको यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि वर्किंग स्ट्रेस क्या हैं Fa अनुमेय कंप्रेसिव स्ट्रेस है और Fb फ्लेक्सोरल कम्प्रेशन की अनुमेय कंप्रेसिव स्ट्रेस है जहां हमें अनुमेय संपीड़ित तनाव को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति है तो Fb Fa की तुलना में 125 गुना है जिसे आपको अपनी कठोरता की गणना के लिए आवश्यकता होगी आपको इस ताकत पर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करना होगा मेरा मतलब है कि आप मॉडुलुस ऑफ़ इलास्टिसिटी का उपयोग नहीं करने जा रहे हालांकि मॉडुलुस ऑफ़ इलास्टिसिटी को हम मेसनरी की संपीड़ित ताकत के आधार पर देख सकते है तो विक्षेपण जांच करने के लिए आपको मॉडुलुस ऑफ़ इलास्टिसिटी का उपयोग करना होगा तो वे पैरामीटर हैं जिन्हें आपको देखने की आवश्यकता होगी मैं आने स्लाइड्स में ज्योमेट्री का उपयोग करूँगा इसलिए इन सूचनाओं से खुद को परिचित करना उपयोगी होगा L दीवार की कुल लंबाई है t दीवार की मोटाई है जिसे हम ब्लॉक की मोटाई भी कह सकते हैं और यह इसपर भी निर्भर करती है करेगा की आप एकल ब्लॉक या दोहरे ब्लॉक का उपयोग करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास एज फाइबर से स्टील रीइंफोर्स्मेंट के किनारे की दूरी है और प्रत्येक रीइंफोर्स्मेंट बार 1 d 1 d 2 d 3 d 4 या d i वर्ग की है और फिर इन दूरी के आधार पर ज्योमेट्री पर काम किया जा सकता है और यह बार के बीच से दीवार तक की दूरी L है t स्टील रीइंफोर्स्मेंट है दूसरी बात यह हो सकती है कि हम इन प्लेन कैपेसिटी को देखे लेकिन फिर जब आप आउट ऑफ़ प्लेन कैपेसिटी को देखे तो विकल्प है आपने स्टील रीइंफोर्स्मेंट कैसे रखा हैं क्या स्टील रीइंफोर्स्मेंट आउट ऑफ़ प्लेन कैपेसिटी में रखा जा रहा है और जो दीवार के केंद्र में है या दो सुदृढीकरण सलाख़ों के भीतर दूर किनारों पर रखा होने की संभावना तो आउट ऑफ़ प्लेन कैपेसिटी में यदि आप केंद्र में स्टील रीइंफोर्स्मेंट को रख रहे हैं तो आप बार क्षमता में योगदान का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि यह केंद्र में है जब तक कि आपके पास बड़ी विलक्षणता न हो इसके बजाय अगर आप स्टील रीइंफोर्स्मेंट को कैविटी के भीतर दो सलाख़ों के अलावा रखते हैं तो आपके पास आउट ऑफ़ प्लेन कैपेसिटी की एक बेहतर क्षण क्षमता होगी इसलिए कैविटी के भीतर स्टील रीइंफोर्स्मेंट का विन्यास एक महत्वपूर्ण पहलू है जो एक डिज़ाइनर के रूप में आपके नियंत्रण में है तो इस विन्यास को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न क्षेत्रों और भावों को देखना शुरू करेंगे कि हम अक्षीय भार के दिए गए स्तर के लिए क्षण क्षमता की गणना के लिए उपयोग कर सकते हैं इसलिए पी एम इंटरैक्शन में आपको अपनी गणना में यह ध्यान रखना चाहिए की क्या आप स्टील रीइंफोर्स्मेंट परिणाम का योगदान मानेंगे या नहीं तो क्या आप स्टील के योगदान का उपयोग करने जा रहे हैं और इसमें आप जो असाइनमेंट करेंगे उसमे आप वास्तव में जांचेंगे की अगर संपीड़न स्टील द्वारा योगदान कुछ ऐसा है जिसे आपको वास्तव में अपनी गणना में लाना चाहिए या नहीं इसलिए मान लें कि हम कम्प्रेशन स्टील के योगदान पर अपनी गणना में विचार करने जा रहे हैं लेकिन यह फिर से एक विकल्प है जिसे आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है यह पी एम इंटरैक्शन कर्व के लिए एक सरल परिवर्तन है तो पहली स्थिति में आपके पास दीवार है जो संयोजन गुरुत्वाकर्षण बल और पार्श्व बल के अधीन है आपके पास कम्प्रेशन का वितरण है तो यह वह जगह है जहां आप अपना पूरा क्रॉस सेक्शन शुरू करते हैं आपका पूरा पार अनुभाग इस कंडीशन के साथ कंप्रेस्ड हो सकता है और कोई झुकाव नहीं होता यहाँ शून्य अनुभाग होता है जिसका अर्थ है दो छोरों में पूरी तरह से कम्प्रेशन है लेकिन दोनों सिरों पर तनाव जो की fm1 और f m2 है वह समान होता हैं अब जब f m1 और f m2 दोनों समान हैं तो आपके पास एक ऐसी स्थिति है जहां कोई तनाव प्रवणता नहीं है और इसलिए आपको पेर्मिसिबल कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस का उपयोग कर किया जाना चाहिए लेकिन इस उदाहरण में Fa लिमिटिंग कम्प्रेस्सिव स्ट्रेंथ है हालांकि परिमित मूल्य के साथ और अक्षीय बल के साथ सीमित तनाव अब Fa नहीं है बल्कि Fb है जो Fa का 125 तो हम ऐसी स्थिति को देख रहे हैं जहां दीवार में पहले से ही कुछ झुकाव और कम्प्रेशन है सभी चार स्टील बार भी कम्प्रेशन में हैं और यह सभी मोमेंट कैपेसिटी और अक्षीय बल क्षमता का हिस्सा होते हैं तो C 1 C 2 C 3 और C 4 बार में कम्प्रेसिव बलों के परिणाम हैं जबकि जो ग्रे क्षेत्र आप देखते हैं वह मेसनरी में f m1 पर कम्प्रेस्सिव तनाव वितरण है जो एक छोर पर है और दूसरे छोर पर f m2 है जहां खंड कम संकुचित है हम इस धारणा पर काम कर रहे हैं की हमारे पास पूरी दीवार ग्राउटेड है और जो आपको अपनी गणना और वास्तविक निष्पादन के बीच सावधानी से जांच करना होगा पहला ज़ोन वह ज़ोन है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है और वह प्री क्रैकिंग है दीवार पर एक बल का अभिनय होता है और पूरा खंड कम्प्रेशन में है अनुभाग में कोई तनाव नहीं है तो इस ज़ोन में कोई भी बार तनाव में नहीं है तो इस स्थिति में आप अपने समीकरण को कैसे सेट करते हैं आप यहां पी एम के रूप में जो अंक देखते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि मेसनरी में अक्षीय बल का परिणाम है अब हमारे पास कुछ बेन्डिंग होती है और अब दीवार में केंद्र रेखा के संबंध में P m की एक विलक्षणता है तो यह एक्सेंट्रिसिटी em मेसनरी में दिखती है वह कम्प्रेशन के कारण है इसलिए अब हमे f m1 और f m2 को जानने के बाद और इकाईयों का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए तो आपको दीवार की ज्योमेट्री और तनाव के वितरण से यह पता लगाने में सक्षम होने की आवश्यकता है की इसकी फाॅर्स C1 C2 C3 और C4 क्या रहेगी और जिसके लिए आप मूल रूप से दीवार में कंप्रेसिव तनाव के त्रिकोणीय वितरण का उपयोग कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस का त्रिकोणीय वितरण जो आप यहां देखते हैं यहाँ पूरी दीवार में कम्प्रेशन fm1 और fm2 है जो ज्ञात है और आप मॉड्यूलर रेश्यो n का उपयोग करने में सक्षम होंगे तो मॉडुलुस ऑफ़ इलास्टिसिटी का उपयोग हो रहा है आप इस सेट में क्या कर रहे हैं आप परिकलन एक रूपांतरित खंड पर काम कर रहा है और C 1 C 2 C 3 के मूल्य पर पहुंच रहे है और जो सलाख़ों में कम्प्रेस्सिव परिणामी हैं तो संकुचित तनावों के गैर समान वितरण के संबंध में आप F m1 और f m2 की निश्चित मूल्य के लिए इन स्थितियों में से प्रत्येक के लिए Ci का अनुमान लगाएंगे मैं चरणबद्ध गणना कर के आपको बताऊंगा मेसनरी में परिणामी अक्षीय बल इस प्रकार है तो इस तरह से आपने तनाव वितरण के प्रत्येक स्तर के लिए अक्षीय बल और क्षण क्षमता का मूल्य निर्धारित किया है तो इन अभिव्यक्तियों का उपयोग ज़ोन 1 में किया जा सकता है और इस ज़ोन में हम जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं वह नीचे हैं लेकिन अब मैं मोमेंट कैपेसिटी का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न चरणों को देख रहा हूं तो पहली बात यह है कि जब दीवार पियोर कम्प्रेशन में होगी तो f m1 पेर्मिसिबल कोप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर होगा लेकिन यह वर्किंग स्ट्रेस एप्रोच के भीतर ही होगा मैं Fa को fm1 और fm2 के मूल्य के रूप में देख रहा हूँ यह बेशक इस विशेष मामले में ही है क्योंकि यहाँ मोमेंट कैपेसिटी नहीं है यह दीवार की अक्षीय भार क्षमता ही है तो यह आपका पहला चरण है फिर आप कम्प्रेशन को गैर समान बनाना शुरू करना चाहते हैं जहाँ एक निश्चित बल भी उपयोग हो रहा है और आप अब Fa का उपयोग नहीं कर सकेंगे इसलिए आप सीमित तनाव के रूप में Fb के मूल्य का उपयोग करना शुरू करते हैं तो आप Fb का उपयोग दूसरे बिंदु में शुरू करते हैं मैं Fb का उपयोग कर रहा हूं और फिर fm2 के मूल्य को कम करता रहूंगा जब तक की वह शून्य न हो जाये जब तक fm2 शून्य न हो यह आपकी आपकी सीमित स्थिति है जहां पूरी दीवार अभी भी कम्प्रेशन में है लेकिन किसी भी अतिरिक्त मूवमेंट का अर्थ होगा क्रॉस सेक्शन का क्रैक होना तो पहला क्षेत्र पूरी तरह से कम्प्रेशन में है तो आप अपनी गणना को इस सीमा के भीतर अभिव्यक्तियों में ही करें P की संख्या अनुमान दीवार में स्थिति के आधार पर और बल वितरण Fb के आधार पर होगा तो यह ज़ोन 1 है एक बार क्रैकिंग शुरू हो जाती है तो आप ज़ोन 2 में आ जाते हैं और यहां आप फिर से मेसनरी की टेंसिल ताकत का उपयोग होता हैं अगर आपको लगता है कि मेसनरी की टेंसिल ताकत Ft का मूल्य काफी महत्वपूर्ण है तो इसे आप अपनी गरणा में ला सकते हैं आप या तो मोमेंट कैपेसिटी में मेसनरी की टेंसिल ताकत के योगदान की उपेक्षा कर सकते हैं या गणना में ला सकते हैं लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम होगी एक बार जब दीवार टूटने लगती है तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां अतिरिक्त भार पहली और दूसरी बार पर आता हैं तो जोन 2 ऐसा है जहाँ एक भाग कम्प्रेशन में है और अब धीरे धीरे प्रत्येक भार तनाव में आने लगेगी अब जैसे की दीवार पर भार बढ़ जाता है सवाल यह है कि बार में टेंसिल ताकत क्या होगी और क्या यह बार के पेर्मिसिबल टेंसाइल तनाव Fs तक पहुँचेगा और ऐसे ही आपकी गणना जारी रहेगी तो क्या आप इस हिस्से पर एक निश्चित विचार करना चाहते हैं और F t की एक निश्चित सीमा तय करना चाहते हैं आपने देखा है कि हम मेसनरी के लिए एक टेंसिल तनाव का उपयोग कर सकते हैं और यह निर्भर करता है की टेंसिल शक्ति बेड ज्वाइंट के समानांतर है या नहीं तो आप पेर्मिसिबल टेंसिल स्ट्रेस का उपयोग करते हैं जहाँ तनाव संयुक्त स्तर के लिए लंबवत है यह एक छोटा अंक है आप जानते हैं कि इसके द्वारा निर्धारित मूल्य कोड लगभग 005 या 001 है तो सवाल यह है कि क्या आप मूल क्षमता के लिए योगदान के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं या नहीं अन्यथा आपको यह जाँचना होगा कि बार अब कम्प्रेशन में हैं या यह बार तनाव में जाने लगे हैं इसलिए मैं मध्यवर्ती स्थितियों में से एक को देख रहा हूं जहां कम से कम एक बार तनाव में है या दो बार तनाव में हैं और अन्य बार कम्प्रेशन में हैं तो यह एक जाँच है जिसे आप हर चरण में यह देखने के लिए करेंगे की कितने बार कम्प्रेशन में हैं और कितने बार तनाव में है तो हम अभी भी एक रैखिक इलास्टिक वितरण को मान रहे हैं और यह तब तक होगा जब तक f m1 f m2 0 न हो जाये और तनाव का यह वितरण त्रिकोणीय है क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस का वितरण अब त्रिकोणीय है तो यहां आपको मूल रूप से यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि आप प्रत्येक बार के कम्प्रेस्सिव फ़ोर्स को देख रहे हैं या टेंसिल फ़ोर्स को तो आप αL द्वारा fm2 के तनाव को देख रहे हैं अब यह αL कुछ भी नहीं है बल्कि संकुचित क्षेत्र की लंबाई है और यह L से कम है α 1 से कम है तो जैसा कि दीवार में दरार शुरू होती है कंप्रेस्ड क्षेत्र की लंबाई कम है या लंबाई एल और इसलिए अब आप एल के बजाय αL के मूल्य का उपयोग करने जा रहे हैं उस क्षेत्र के लिए गणना में जो कम्प्रेशन में है इसलिए हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रत्येक बार में कम्प्रेस्सिव बल परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक है अब यदि आप सकारात्मक मान प्राप्त कर रहे हैं जहाँ तक अंकन की बात है जहाँ तक गणना हैं कम्प्रेशन को सकारात्मक माना जाता है और परिणामी बल का नकारात्मक मान तनाव होगा तो आपको उस चेक को बनाने की आवश्यकता है और यदि आप बार को देख रहे हैं और अभी भी कम्प्रेशन पक्ष में हैं आप पिछले अभिव्यक्ति का उपयोग करना जारी रखेंगे क्योंकि अब जबकि पूर्ण लंबाई नहीं है यदि बार एक ऐसे क्षेत्र में है जहां मेसनरी में तनाव मौजूद है तो आपको n 1 के बजाय n देखना होगा अब आप nA si को देख रहे हैं क्योंकि आप बार व्यास को दो बार नहीं गिन रहे हैं तो उस चेक की आवश्यकता है इसलिए C1 C2 C3 और C4 के मूल्य का अनुमान लगाएँ या यह एक तनाव हो सकता हैं एक बार उसका अनुमान हो जाये तो आपका तनाव का त्रिकोणीय वितरण कम्प्रेशन में है और इसलिए अक्षीय बल परिणामी त्रिकोणीय वितरण के आधार पर पी एम की स्थापना की जाती है फिर से एक्सेंट्रिसिटी त्रिभुज के केन्द्र के संबंध में कम्प्रेशन परिणामी द्वारा स्वयं दिया जाता है और फिर इसी तरह मोमेंट्स का सम्मेशन कम्प्रेशन में सलाख़ों से प्लस कम्प्रेशन में मेसनरी का हिस्सा इसी तरह समग्र कम्प्रेशन का अनुमान लगाएँ C1 C2 C3 C4 and Pm से कम्प्रेशन परिणामी तक इस क्षेत्र के भीतर आपके अनुमान भी हैं अब आप इंटरेक्शन डायग्राम के इस भाग में जारी रखते हैं आप मूल रूप से कम्प्रेशन में मेसनरी के निचले क्षेत्रों पर विचार कर रहे हैं चूंकि अब आप किनारे के छोर पर तनाव के मूल्यों को सीमित कर चुके हैं फाइबर fm1 fb है आप अधिकतम कर रहे हैं लेकिन उस अधिक पहले से ही आप कम्प्रेशन में दीवार क्रॉस सेक्शन में उपलब्ध ज़ोन को कम कर रहे हैं तो आप α के मूल्य को कम करते रहते हैं और क्रॉस सेक्शन में कैपेसिटी का वितरण प्राप्त करते हैं इस तरह से आप इस विशेष क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक पहले बार का मूल्य तक Fs Asi तक ना पहुंच जाये इसका मतलब है पहली पट्टी में अच्छी पैदावार हुई है लेकिन इसमें पैदावार सही अर्थ में नहीं हुई है क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस एप्रोच में वास्तव में अनुमेय तन्य बल के मूल्य लिया है तो आप एक मंच पर पहुंच गए हैं जहां दीवार के एक क्रॉस सेक्शन के छोर पर अधिकतम कंप्रेसिव स्ट्रेस की वेल्यू और पहली बार के दूसरे छोर पर अनुमेय तनाव तक पहुँच गया जो कि आपका संतुलित खंड है आपके पास संतुलित अनुभाग है और फिर अल्फा की वेल्यू को कम करने की गणना जारी रखें इसलिए आप α को T i F s A si तक कम करना जारी रखते हैं और इस बिंदु पर आप संतुलित अनुभाग तक पहुँचते हैं उस बिंदु को अपने संतुलित खंड के रूप में चिह्नित करें और गणना के साथ जारी रखें इसलिए इस खंड में मैंने भावों की रिपोर्ट को नीचे दिया है लेकिन अलग अलग चरणों में पी एम इंटरेक्शन डायग्राम के विभिन्न बिंदुओं को आप fm1 पर देख रहे हैं मेसनरी में कम्प्रेस्सिव तनाव फ्लेक्सुरल के कारण अनुमेय कम्प्रेस्सिव संकुचित तनाव बना रहता है तो F b वह है जो आप बनाए रखते हैं लेकिन वास्तव में fm2 पहले से ही शून्य है अनुभाग पहले से ही क्रैक होना शुरू हो गए हैं और अब α का मान आप लगातार कम कर रहे हैं आप α के मूल्य को कम कर रहे हैं और आप अधिक से अधिक बार तनाव में चला जाएगा इसलिए C 1 C 2 C 3 C 4 और Σ P और Σ M की गणना अलग अलग होगी इसलिए यह आपका जोन 2 हैं आपका संतुलित खंड भी इस क्षेत्र में आता है जोन 3 अब सवाल यह है कि आप α को कम करते रहें आपको एक बिंदु पर आना हैं जहाँ पूरा खंड अब टूट चुका है तो आप मूल रूप से α को कम कर रहे हैं 01L जैसे मूल्यों से और स्टील रएंफोर्रसमेंट को बढ़ाने के लिए आप αL को कम करें जैसा कि αL कम होता है मान लें कि सभी चार बार अब तन्यता तनाव की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं फिर बार में तन्यता तनाव मेसनरी में ही कम्प्रेशन के स्तर को सीमित कर देगा तो अब आपको यह देखना होगा कि पहली बार में तनाव का स्तर क्या है और फिर उसी के अनुसार मेसनरी के शेष हिस्से में तनाव कम्प्रेशन होगा तो आम तौर पर सभी सलाख़ों में तनाव मिल जाएगा लेकिन सभी सलाख़े वास्तव में चरम मूल्य तक पहुंच पाएंगी या नहीं यह अनुमेय तन्य शक्ति हैं fs Asi आम तौर पर नहीं देखा हैं की सब सलाखे अनुमेय तनाव के अधिकतम मूल्य तक स्वयं पहुंच नहीं सकती हैं तो आप इस क्षेत्र में α के मूल्य को कम करना जारी रखते हैं और अब इन स्टील तनाव गवर्निंग अनुमान है कि f m1 का मान मेसनरी कम्प्रेस्सिव तनाव क्या है यह मूल्य वास्तव में शिखर मूल्य से कम होगा और शिखर मूल्य जो Fb हैं और अब आप देखेंगे कि कम्प्रेशन मोमेंट प्रतिरोध से आ रहा है मेसनरी के संकुचित हिस्से से समझौता किया हैं या हारा हुआ हैं बेशक अपनी गणना में आप ऐसी स्थिति देख सकते हैं जहां fm 1 लगभग शून्य के करीब है और वहां पर रुक जाएं और उस स्थिति में दीवार की ज्योमेट्री पर निर्भर करता है और उस स्थान पर निर्भर करता है जहां बार हैं सभी बार अनुमेय कम्प्रेसिव बल T i के मूल्य तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं तो यह कुछ ऐसा है जो अलग अलग हो सकता है इस मामले में तीन बार fs Asi तक पहुंच सकता है जबकि एक बार fs Asi से भी कम है तो वह स्थिति होनी अपेक्षित हैं तो इस विशेष मामले में आप क्या कर रहे हैं क्योंकि शेष राशि अनुभाग तक पहुंच गई हैं आपकी एक पट्टी वास्तव में अनुमेय तन्यता तनाव तक पहुँच गई है आप स्टील में अनुमेय तन्यता तनाव का उपयोग करेगा जैसा कि उसके बाद की दीवार के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए हो रहा है इसलिए Fs तय करेगा इसी तरह की अनुमति देने योग्य मेसनरी कम्प्रेस्सिव तनाव है यह अब Fb नहीं होगा लेकिन मूल्य Fb से कम होगा लेकिन तनाव स्टील द्वारा शासित होगा और इसलिए जोन 3 में अंतर हैं की f m1 के बराबर Fb का मूल्य पूर्व निर्धारित नहीं है लेकिन f m1 का मूल्य Fs के आधार पर अनुमान लगाया गया है तो फिर से क्रॉस सेक्शन की ज्योमेट्री और F s का मान यह बताएगा की fm 1 का मान क्या होगा और फिर आप जाँचेंगे कि क्या सभी बार तनाव में हैं या कुछ बार अभिव्यक्तियों के एक ही सेट के साथ कम्प्रेशन में हैं जिसमें हमने पहले देखा था अनुमान C1 C 2 C 3 C 4 या वे T1 T2 T3 T 4 बन सकते हैं अनुमान करे की कम्प्रेशन एक त्रिकोणीय तरीके से वितरित किया जाता है कम्प्रेस्सिव तनाव को त्रिकोणीय तरीके से वितरित किया जाता है अभी अब भी उपयोग जारी है मेसनरी द्वारा किए गए परिणामी कम्प्रेशन के रूप में ज्योमेट्री से परिणामी में एक्सेंट्रिसिटी और फिर कुल मोमेंट और जोन 3 में सेक्शन को पूरा करने के लिए कुल अक्षीय बल परिणाम का अनुमान लगाया गया है तो जोन 3 आपको अनुमान लगाना होगा कि f m1 क्या है तन्य तनाव के अनुरूप F s से और इस मूल्य को जारी रखना अब संतुलित अनुभाग के अनुरूप मूल्य से कम है यही कारण है कि α अब संतुलित खंड में स्थिति से कम मूल्य पर है फिर आप एक ऐसी स्थिति में जाएंगे जहाँ आप चौथा ज़ोन चाहते हैं जहाँ है आपके पास f m1 शून्य के बराबर है तो चौथा जोन वह है जहां आप यह बताएंगे कि मेसनरी का तनाव शून्य पर पहुंच गया हैं जिसका मतलब है कि आपके पास केवल तनाव की पट्टियां हैं कोई अक्षीय बल क्षमता नहीं है मूल रूप से वहाँ कोई कम्प्रेशन परिणाम उपलब्ध नहीं है पूरे खंड तनाव सलाख़ों में है जो उनके Fs मूल्यों पर हैं और आपके पास मोमेंट की क्षमता है लेकिन अक्षीय बल क्षमता शून्य है तो फिर आप पी एम इंटरैक्शन के अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं जहां पी शून्य हैं एम एक निश्चित मूल्य पर पहुँच गया है इसलिए यह जारी सेक्शन है तो अब आपके पास कोई अक्षीय भार क्षमता नहीं है केवल मोमेंट क्षमता अनुभाग fm 1 में शून्य के बराबर हैं परिणामी शब्दों में तन्य बल बार के द्वारा किए गए कुछ भी नहीं है लेकिन Asi ईंटो Fs हैं तो आप चार जोन को कैसे देखेंगे अब हम यहाँ यह मान लेते है की कम्प्रेशन रएंफोर्रसमेंट मोमेंट क्षमता में योगदान करना जारी रखता है हम रएंफोर्रसमेंट का प्रयोग तनाव क्षमता और कपम्प्रेशन क्षमता दोनों के लिए करते हैं तो एक रास्ता केवल उस योगदान को नजर अंदाज करना हैं और बस उसे देखें जहां C का मान शून्य से अधिक है जो कम्प्रेशन है इसे शून्य पर सेट करें और PM इंटरेक्शन कर्व को देखे कम्प्रेशन रएंफोर्रसमेंट की अवहेलना कर के और यह एक त्वरित जाँच है जो तुम कर सकते हो तो सरल चेक जो आप कर सकते हैं यदि आप मानते हैं कि एक परिमित अनुमन्य तन्य तनाव हैं जो आप मेसनरी के लिए विचार करना चाहते हैं कि यह मोमेंट क्षमता में कितना योगदान देता है यदि आप कम्प्रेशन रएंफोर्रसमेंट पर विचार करते हैं की वो मोमेंट क्षमता में कितना योगदान करने जा रहा है ये पी एम इंटरेक्शन कर्व कैसे करते हैं तो आपको एक PM इंटरैक्शन कर्व मिलेगा इसका कारण है क्योंकि हम एक छोर पर कम्प्रेशन में शिखर क्षमता के साथ शुरू कर रहे हैं तो आप जहां तक अनुमेय संकुचित तनाव का संबंध है इसे कैपिंग कर रहे हो तो यह आपके क्षेत्र में दरार पड़ने तक ज़ोन 1 होगा तो इस भाग में ग्राफ का ऊपरी हिस्सा जोन 1 है और फिर दीवार की दरार के बाद आप ज़ोन 2 गणनाओं में हैं जहां आप मूल रूप से कम्प्रेस्सिव लंबाई अल्फा एल को कम कर रहे हैं और फिर आप इस अवस्था में संतुलित खंड तक पहुंचते हैं एक बार संतुलित खंड है और फिर आप αL को कम करना जारी रखते हैं लेकिन फिर एक बार सलाख़े अनुमेय तनाव तक पहुंच गई हैं आप अनुमेय स्टील तन्यता तनाव के आधार पर f m1 की गणना करेंगे और वह आपका जोन 3 हो सकता है और अंत में जोन 4 वह हिस्सा है जहां आप अनुभाग में शून्य अक्षीय बल क्षमता और केवल क्षण क्षमता पर विचार कर रहे हैं इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु केवल अक्षीय बल क्षमता होंगे मोमेंट क्षमता नहीं फिर संतुलित खंड और अंत में आपके पास केवल मोमेंट क्षमता अक्षीय बल क्षमता नहीं है और बीच में चार जोन हैं तो यह इस प्रकार है ऐसा करने के लिए आप लिमिट स्टेट एप्रोच से परिचित हो सकते हैं तो लिमिट स्टेट एप्रोच के साथ तुलना करना हैं ताकि इंटरेक्शन सतह बनाई जा सके और फिर इंटरेक्शन सतह जो वर्किंग स्ट्रेस एप्रोच का उपयोग करके बनाई है और एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करके एक ही सेक्शन के लिए कितनी मोमेंट क्षमता पर विचार किया जा सकता है तो आपका अगला असाइनमेंट मूल रूप रिइंफोर्स मेसनरी की दीवारों के लिए PM इंटरैक्शन के साथ पूरी तरह से निपटने जा रहा है इससे पहले कि इस खंड को समाप्त करूँ मैं मेसनरी की दीवारों के लिए PM इंटरैक्शन लेना चाहूँगा और यह विशेष अभ्यास एक संरचनात्मक समाधान के रूप में क्षमताओं से रिइंफोर्स मेसनरी के लिए बहुत शिक्षाप्रद है अब जहां तक पी एम इंटरैक्शन कर्व का संबंध है मैं यह क्यों बताता हूं अर्थात् क्योंकि यदि आप मेसनरी वाली दीवार को देखते हैं और PM इंटरैक्शन कर्व को देखते हैं तो हम इस स्थान पर अक्षीय बल क्षमता को देख रहे थे अगर मुझे क्रॉस सेक्शन में और अधिक स्टील लेनी होती फिर मूल रूप से यह क्रैक के बाद है कि आप दीवार में क्षमता की वृद्धि देखें और जो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कितना स्टील डाल रहा हूं यह केवल उस दरार के बाद है जो योगदान देने वाली है अब अगर अक्षीय तनाव का स्तर दीवार में बहुत ऊंचा है हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अधिकतम अनुमेय तनाव में कोड किस रूप में अनुमति देता है मान लें कि दीवार में कम्प्रेस्सिव तनाव बहुत उच्च हैं उस सीमा के करीब जिसे वह अनुमति देता है यह मानते हुए कि हम उस क्षेत्र में हैं जहाँ तक अक्षीय तनाव अनुपात का सवाल है मेसनरी की ताकत इस मामले में विभाजित हैं कोम्प्रेशन के कारण अक्षीय तनाव के स्तर से या कम्प्रेशन में अनुमेय तनाव अगर हम उस क्षेत्र में हैं तो स्टील रएंफोर्रसमेंट में सचमुच कोई भूमिका नहीं है हमारे लिए इंटरेक्शन सतह को बदलने में कोई असर नहीं है लेकिन अगर आप मेसनरी को संरचनात्मक प्रणाली में लेते हैं यदि आप शियर की दीवारों को देखते हैं और एक मेसनरी संरचना में लोड सहन करने वाली दीवारें देखते हैं हम जानते हैं कि आमतौर पर मौजूद कम्प्रेशन का स्तर कम्प्रेशन में क्षमता की तुलना बहुत कम है यह एक ऐसी सामग्री है जो कम्प्रेशन में अच्छा है भले ही आप दो मंजिला तीन मंजिला संरचनाओं को देख रहे हों दीवार में अक्षीय तनाव स्तर यह सुनिश्चित करेगा कि आप इंटरेक्शन डायग्राम के निचले हिस्से में हैं जहां तक पी एम की बात है क्योंकि आप बहुत लंबा मेसनरी वाली संरचना नहीं बनाते हैं और क्योंकि कोड भी आपको किसी भी तरह से ताकत से बहुत दूर जाने की अनुमति नहीं देता है कम्प्रेशन की ताकत के पास अक्षीय तनाव स्तर सुनिश्चित करेगा कि आप इंटरेक्शन डायग्राम के निचले हिस्से में हैं यह अच्छा क्यों हैं क्योंकि पहले यह वो क्षेत्र है जहाँ स्टील में रिइंफोर्समेन्ट दीवार में मोमेंट क्षमता या दीवार में शियर असिस्टेंस के लिए लाभदायक हैं इसलिए यह वह क्षेत्र है जहां अधिक से अधिक स्टील सुदृढीकरण है जो मैं डिज़ाइन करता हूं मैं बेहतर पल क्षमता प्राप्त करने में सक्षम हूँ इसलिए जब अक्षीय तनाव अनुपात इस क्षेत्र में हैं तो इन प्लेन कैपेसिटी बढ़ने के लिए बाध्य है दूसरी महत्वपूर्ण बात अक्षीय तनाव अनुपात छोटे हैं क्योंकि आप एक संपूर्ण दीवार अनुभाग को देख रहे हैं यदि यह स्तंभ थे तो ये अक्षीय तनाव अनुपात उच्च होंगे अगर संपूर्ण संरचना भार वहन करने वाली दीवारों से नहीं बनाई गई थी अगर वे कॉलम से बनी हों अक्षीय तनाव अनुपात आमतौर पर एक समान योजना क्षेत्र के लिए अधिक होगा तो यह लोड सहन करने वाली दीवारों की उपस्थिति के कारण है अब अगर आप पी एम इंटरेक्शन कर्व को देखें और फिर पी एम इंटरेक्शन कर्व पर विभिन्न स्थानों को यदि मुझ को उस खंड के लिए एक मोमेंट करवेचर कर्व डायग्राम बनाना हो आपको विशिष्ट मोमेंट करवेचर कर्व मिलेगा जो अनुभाग विश्लेषण के आधार है अब यदि पी एम इंटरेक्शन पर प्रत्येक बिंदु के लिए अगर उस खंड के लिए मैं मोमेंट करवेचर का अनुमान लगा रहा हूं तो आप देखेंगे की मोमेंट करवेचर जब अक्षीय तनाव अनुपात उच्च या अक्षीय भार मांग उच्च है तब बहुत ब्रिटटल व्यवहार होगा उन वर्गों में करवेचर कम होगी जैसे जैसे तुम नीचे आते हो मोमेंट करवेचर बेहतर लचीलापन दिखाते हैं और जब आप इन क्षेत्रों में आते हैं जहाँ अक्षीय तनाव अनुपात कम है मोमेंट करवेचर अच्छा वांछनीय लचीलापन दिखाएगा तो जहां तक भूकंप प्रतिरोध का सवाल है बहुत कम लचीलापन के साथ मोमेंट करवेचर अच्छे नमनीय प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता हैं जब अक्षीय तनाव अनुपात अधिक होता है तो आपको नमनीय व्यवहार नहीं मिलता है चाहे आप कितना स्टील इसमें सम्मिलित कर ले इसलिए एक टाइपोलॉजी के रूप में लोड सहन करने वाली दीवारों के कारण मेसनरी आपको कम अक्षीय तनाव अनुपात की संभावना देता है इसलिए आप एक पी एम इंटरेक्शन ज़ोन में हैं जहां स्टील की उपस्थिति के कारण क्षण क्षमता बढ़ जाती है और सेक्शन के मोमेंट करवेचर में काफी अच्छे डक्टाइल व्यवहार का प्रदर्शन होता है तो रिइंफोर्स मेसनरी भूकंपीय समाधान के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जहाँ तक भूकंप में अच्छा लचीलापन अच्छी विरूपण क्षमता प्रदान करना है यह एकल सुविधा वास्तव में एक ऐसी श्रेणी बनाता है जो फ्रेम का विरोध करने के लिए बहुत बेहतर है मोमेंट रेसिस्टिंग फ़्रेम के लिए रिइंफोर्स कंक्रीट कॉलम के साथ फ्रेम निर्माण आपके पास जो तत्काल समस्या है वह यह है कि आप मोमेंट इंटरेक्शन डायग्राम के निचले हिस्से में नहीं होंगे पी एम डायग्राम आप उच्च अक्षीय तनाव अनुपात के कारण उच्च भाग में होंगे और उच्च अक्षीय तनाव अनुपात के कारण आप कितना स्टील डालना चाहते हैं वहां आपको मोमेंट करवटर्स में नमनीय व्यवहार नहीं मिलेगा तो रिइंफोर्स कंक्रीट पल का विरोध करने वाले फ्रेम आपको एक निश्चित सीमा से परे वांछनीय लचीलापन नहीं दे सकते हैं यहाँ आपके पास एक संरचनात्मक समाधान है जो आपको भूकंप बलों के रूप में अच्छा विरूपण व्यवहार प्राप्त करने की संभावना देता है तो रिइंफोर्स मेसनरी के भूकंपीय व्यवहार पर साहित्य में इसकी काफी व्यापक रूप से चर्चा की गई है और इस विशेष पहलू के साथ पी एम इंटरेक्शन चर्चा को बंद करना चाहता हूँ इसलिए आप पी एम इंटरेक्शन को महत्व देते हैं जो आप रिइंफोर्स मेसनरी के अच्छे नमनीय व्यवहार के प्रदर्शन के रूप में कर रहे हैं